जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की है सेवाओं का माल और उत्पादों के साथ बहुत करीबी संबंध है और कई मायनों में आज व्यवसाय में अधिकांश गतिविधियों में वे एक प्रणाली के रूप में एक साथ हैं पिछले मॉड्यूल में जो एंडिंग समापन स्लाइड थी आज हम वहीँ से शुरू करते हैं यह सेवाओं के वर्गीकरण को देखने का एक सरल तरीका है या सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए इसे 2 बाय 2 मैट्रिक्स कहा जाता है जो प्रबंधन में बहुत लोकप्रिय है इसलिए एक तरफ हमारे पास है कि कौन या क्या सेवा का प्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता है इसलिए एक्स अक्षएक्सिस पर या वर्टिकल अक्षएक्सिस पर हमारे पास लोगों और संपत्ति हैं हमारे पास सेवा अधिनियम की प्रकृति है तो हमारे पास टेंजबल और इनटेंजबल मूर्त क्रियाएँ और अमूर्त क्रियाएँ है अब इन अवधारणाओं के 2 बाय 2 के सेट को साथ जोड़ें आप देख सकते हैं कि हम विभिन्न सेवाओं को आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं जिनका हम नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं इसलिए जब हम सेवा के प्राप्तकर्ता की बात आती है और हम मूर्त क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास हैं जिन्हें हम प्रसंस्करण सेवाएं पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज कहते हैं जैसे जब आप बाल कटवाने जाते हैं या आप किसी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं और रक्त परीक्षण के लिए या दवा खरीदने जाते हैं l तो ये लोगों के लिए मूर्त निविष्ट हैं जहां लोग और इनपुट बातचीत करते हैं इसलिए फिर से मैं इस बात पर जोर दूंगा कि एक अच्छा हेयरकट न केवल सैलून पेशेवर द्वारा नाई द्वारा प्रदान किया जाता है बल्कि एक अच्छा हेयरकट में भी आपके योगदान की आवश्यकता है इसलिए इस सहनिर्माण तत्व को हमेशा याद रखें और उस विशेष घटना को अपने सामने रखते हुए देखें अब हम लोगों के लिए इनटेंजिबल एक्शन्स भी कर सकते हैं और इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए यह विशेष सत्र है कि हम एक शैक्षिक सत्र कर रहे हैं यह आपके दिमाग में निर्देशित इनटेंजिबल एक्शन्स अमूर्त क्रियाएँ है और हम ज्ञान और ध्यान का आदान प्रदान कर रहे हैं और यह एक प्रकार की मानसिक उत्तेजना प्रसंस्करण स्टिमुलस प्रोसेसिंग है जिसे लोग प्रसंस्करण पीपल प्रोसेसिंग के रूप में मानते हैं फिर यह अधिकार की तरह हो सकता है इसका मतलब है कि कुछ प्रकार के उपकरण कुछ उत्पाद जहां इनपुट के रूप में कुछ टेंजिबल सेवा क्रियाएं हैं तो यह ईंधन भरने का कार्य हो सकता है या जब आप नवीकरण के लिए कुछ लेते हैं या शायद एक पुनरावृत्ति के लिए तो ये भौतिक वस्तुओं की संपत्ति के लिए निर्देशित मूर्त क्रियाओं के उदाहरण के सभी तत्व हैं एक अंतिम चतुर्थांश वह है जहां पदों पर अमूर्त क्रियाएँ होती हैं इसलिए इसे आसानी से आपके बैंकिंग या अकाउंटिंग के रूप में समझा जा सकता है जहां आप के पास मौजूद भौतिक संपत्तिया धन से संबंधित एक अमूर्त सूचना उन्मुख बातचीत होती है और इसलिए यह एक अलग श्रेणी बन जाती है जिसे हम सूचना प्रसंस्करण कहते हैं इसलिए पीपल प्रोसेसिंग पोसेशन प्रोसेसिंग मेन्टल स्टिमुलस प्रोसेसिंग और इनफार्मेशन प्रोसेसिंग और यह टेंजबल और इनटेंजबल के स्पेक्ट्रम से प्राप्त चार प्रकार की सेवाएँ हैं और जैसा कि बाद में हम देखेंगे कि इन चार चतुर्भुजों के बीच की सीमाएँ अक्सर विसरित होती हैं इसलिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो दो क्वाड्रंट्स quadrants वृत्त का चतुर्थ भाग के बीच निर्धारित होती हैं और हम उन उदाहरणों को देखेंगे और अब पहले मॉड्यूल की समाप्ति स्लाइड के साथ मैं अगले मॉड्यूल पर बढ़ता हूं जिसमे समझेंगे क्यों आज हम सेवा बाजार सेवा व्यवसाय सेवा अवधारणा और हमारे आस पास क्या हो रहा है उसमे रुचि रखते हैं इसलिए आज सेवाएं अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं पर हावी हैं और सबसे दिलचस्प रूप से सभी प्रकार के सेवाओं का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिए दुनिया भर में सेवाओं का GDP 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है 2014 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 599 प्रतिशत लगभग 60 प्रतिशत भारत का जीडीपी सेवाओं से आया है मैं शायद अगली स्लाइड में चर्चा करूंगा कि कैसे भारत में अर्थव्यवस्था के विकास का एक दिलचस्प वैकल्पिक मार्ग है और जहाँ वाद विवाद है इसलिए हम उन बहसों पर संक्षेप में बात करेंगे लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आप आज दुनिया भर में और इंटरनेट पर आप सभी अर्थव्यवस्थाओं और सभी जीडीपी और उनके घटकों की सूची प्राप्त कर सकते हैं और आप पाएंगे कि सेवा क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके और मेरे लिए और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र ने सबसे अधिक नए रोजगार का योगदान दिया है और इसलिए यह एक विकास इंजन है इसलिए उदाहरण के लिए भारत में 3441 हजार करोड़ रुपये 2014 में सेवा व्यवसायों द्वारा राजस्व उत्पन्न थे रेवेनुए जनरेटेड revenue generated और यह 1576 हजार करोड़ के स्तर से बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि हम 15760 मिलियन करोड़ से लाख रूपांतरण की ओर देख रहे हैं इसलिए 15760 हजार इसलिए हम अरबों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2005 और 2014 के बीच 1576 से 3441 तक बढ़ रहा है इसलिए हम लगभग 10 वर्षों में आर्थिक उत्पादन में दो गुने से अधिक की वृद्धि देख रहे थे और परिणाम स्वरूप यह 1976 की स्लाइड है लेकिन यह प्रवृत्ति जारी है विभिन्न देशों में रचना शायद थोड़ी अलग है लेकिन यह प्रवृत्ति है इसका मतलब है कि ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि से एक महत्वपूर्ण उत्पादन आया उद्योग के उत्पादन के संबंध में बहुत तेजी से कृषि उत्पादन कम हुआ इसलिए उद्योग का प्रभुत्व बढ़ गया और फिर समय के साथ उद्योग उत्पादन सेवाओं की तुलना में कम था और सेवाओं का उत्पादन आज सबसे अधिक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक हावी है जैसा कि आप पिछले ग्राफ में देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास समय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी है इसका मतलब है अर्थव्यवस्था के विकास के बीच एक अच्छी तरह से शोधित अच्छी तरह से स्थापित सह संबंध है इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय से सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी सेवा व्यापार के आउटपुट में वृद्धि होगी तो एक तरह से सेवा गतिविधि का स्तर हमें किसी विशेष देश में अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर के बारे में बता सकता है नई स्थितियों के रूप में जैसा की मैं कुछ समय पहले उल्लेख कर रहा था कि उदाहरण के लिए भारत में कृषि से हम बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के उस मध्यवर्ती स्तर से नहीं गुजरे हमारे औद्योगिक विकास और सेवा उद्योग की वृद्धि एक साथ हुई और सेवा व्यवसाय कहता है कि सेवा आउटपुट हावी होने लगे और परिणाम स्वरूप हमने एक नई तरह की संरचना तैयार की है ऐसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे कृषि मशीनीकरण होता है वैसे लोग जो कृषि से विस्थापित हो जाएंगे नए रोजगार नए लाभकारी जुड़ाव पाएंगे सेवाएं पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं हो सकती हैं क्योंकि आम तौर पर उच्चतर कैलिबर वाले लोगों के लिए सेवाएं मांगी जाती हैं सेवा पेशेवरों के पास उच्च स्तर की ज्ञान योग्यता होती है और इसलिए कृषि अर्ध कुशल या अकुशल श्रम लेने के लिए और उन्हें लाभकारी रोजगार खोजने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि हमें विनिर्माण उद्योगों पर फिरसे केंद्रित की आवश्यकता है लेकिन यहां तक कि भले ही वह होना चाहिए इसलिए भी अगर ऐसा होता है और हम सही रास्ते पर चलते हैं जहां हम मेक इन इंडिया पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं हम विशाल सॉफ्टवेयर उद्योग विशाल ज्ञान पर आधारित ज्ञान गहन सेवा उद्योग को छूट देने वाले नहीं हैं कि हमने आज भारत में निर्माण किया है जो एक विकास इंजन के रूप में जारी रहेगा इसलिए यह या तो ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है सेवा में वृद्धि निर्माण में वृद्धि और जैसा कि हम कई तरह से देखेंगे सक्षम और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण कॉम्पिटिटिव मनुफक्चरिंग competitive manufacturing सेवाओं के साथ अच्छी तरह से एकीकृत इंटीग्रेटेड integrated है इसलिए यह परिवर्तन जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन टेक्नोलॉजी चेंज technology changes के कारण हो रहा है इसलिए आई फोन जैसा उत्पाद हाई ट्यून्स की सेवा के बिना सफल नहीं हो सकता है और आज अगर आप स्मार्ट फोन देखते हैं जो आपने इस्तेमाल किया है वे स्मार्ट हैं आप अपने फोन की स्क्रीन के साथ घंटों बिताते हैं क्योंकि कई सेवाओं गेम जानकारी सूचनाओं के अनुप्रयोग तो ऐप्स जो कि कैप्सूल सेवाएँ हैं उन उत्पादों को बनाते हैं ताकि अधिक उत्पादक मूल्यवान आकर्षक हो इसलिए सरकार की नीतियों में तकनीकी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन मांग और आपूर्तिकी प्रकृति में बदलाव से प्रतियोगिता का स्वरूप एप्पल apple का उदय हुआ है और यह मोबाइल फोन उद्योग में प्रभावी है और यह मोबाइल के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में आमूल चूल परिवर्तन है और ऐप्पल जैसी कंपनी की सेवा सोच ने उस कट्टरपंथी प्रतिस्पर्धी ताकत में योगदान दिया जो उन्होंने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई है और सेवाएं भी ग्राहकों की पसंद शक्ति और निर्णय लेने में बदलाव कर रही हैं और यह निर्धारित किया गया था कि ग्राहक राजा ग्राहक है हमारे व्यापार का कारण लेकिन आज ऐसा नहीं है इसलिए आज इस ग्राहक की केंद्रितता बन गई है मानव केंद्रित होने के रूप में प्रमुख मंत्र बनने के लिए जैसा कि व्यवसाय का मुख्य दर्शन बन गया है और सेवा की सोच सेवा दर्शन व्यापार का सेवा तर्क इस प्रतिमान में वस्तुओं से लोगों तक पहुंचाने के लिए नए सिरे से फोकस और ग्राहक से और ग्राहक को शामिल करने ग्राहक को बदलने और हम से बदल कर वो यही वह संरचना है जिसे हम अगले मॉड्यूल में और विस्तार से देखेंगे